नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्रोफ पवन गोयल डिपार्टमेंट ऑफ़ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी खड़गपुर लेक्चर 01 कोर्स का परिचय सभी को नमस्कार नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के इस कोर्स में आपका स्वागत है यह कोर्स 12 सप्ताह के लिए हैं और हर सप्ताह में 5 मॉड्यूल होंगे तो आज हम इस कोर्स को शुरू कर रहे हैं और यह हमारा पहला मॉड्यूल है और इस सप्ताह के पहले लेक्चर में हम मूल रूप से कोर्स का परिचय देंगे इस कोर्स में हम विभिन्न विषय कवर करेंगे अलग अलग पाठ्य पुस्तकें कौन सी हैं जिन्हें आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ अन्य जानकारी जो आपके लिए जरूरी हे मुझे संपर्क करे यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर भी लिख सकते हैं यह मेरी आधिकारिक ईमेल आईडी है और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे वेब पेज पर भी जा सकते हैं जो की इस लिंक में प्रदान किया गया इस कोर्स में हमारे पास दो शिक्षण सहायक होंगे अमृत कृष्ण और मयंक सिंह दोनों मेरे पीएचडी छात्र हैं और वे एनएलपी पर काम कर रहे हैं तो वे इस कोर्स के दौरान होने वाले किसी भी प्रश्न के लिए आपकी सहायता करने में वे सक्षम होंगे और वे आपको सभी असाइनमेंट को पूरा करने में भी मदद करेंगे जो हम इस कोर्स में प्रदान किये गए है इसके अलावा मेरे दोनों छात्र इस कोर्स के दौरान आपके प्राथमिक संपर्क के साथ जुड़े रहेंगे इस कोर्स में हम दो बहुत ही लोकप्रिय नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पुस्तकों का अनुसरण कर रहे हैं पहली जुराफस्की और मार्टिन जो एक बहुत लोकप्रिय पुस्तक है जिसका शीर्षक का नाम स्पीच नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है यह पुस्तक का दूसरा संस्करण है लेकिन पुस्तक का तीसरा संस्करण भी उपलब्ध है तो हो सकता है कि आप दूसरे संस्करण का इस्तेमाल कर रहे हो फिर भी आप इस कोर्स के लिए कोई और संस्करण का इस्तेमाल भी कर सकते है दूसरी पुस्तक के लेखक मैनिंग और शुट्ज़ है उस पुस्तक के शीर्षक का नाम स्टैटिस्टिकल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है जो एमआईटी प्रेस द्वारा प्रसंस्करण की गई है और वह एक बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक है और हम दोनों पुस्तकों का उपयोग इस कोर्स में करेंगे तो आप इन पुस्तकों में से किसी भी एक पुस्तक का उपयोग कर सकते है या संभव हो तों दोनों पुस्तकों का भी उपयोग कर सकते है इस कोर्स के साथ इन पुस्तक का उपयोग करने से आपके कंसेप्ट ओर अधिक अच्छे हो जायेंगे तो इन पुस्तकों के अलावा आपको लेक्चर की स्लाइड्स भी मिलेंगी इस कोर्स में सभी स्लाइड्स को आपको उपलब्ध कराई जाएगी और यदि आवश्यक हो तो किसी अन्य सामग्री को भी उपलब्द कराई जाएगी जो इस कोर्स के लिए सहायक हो सकती है और कोर्स की वेबसाइट पर भी मिलेगी और आईपाइथन पुस्तकों भी प्रदान कि जाएगी ताकि आप कुछ प्रकार के क्रियाशील कार्य भी कर सकें तों हम पाइथन नोटबुक्स का इस्तेमाल हम टेक्स्ट कार्य के लिए करेंगे Refer Time 0305 इसलिए हम आईपाइथन पुस्तकों को इस्तेमाल करने से पहले कुछ बुनियादी निर्देश भी प्रदान करेंगे क्यूकि यह कोर्स के लिए बहुत मददगार होंगे क्योंकि यह एनएलपी ज्यादातर क्रियाशील कार्य पर आधारित है एनएलपी कोर्स को पढने के लिए हमे केवल थ्योरेटिकल नॉलेज होना ही आवश्यक नहीं बल्कि किसी भी समास्य को हल करने के लिए हमे क्रियाशील प्रोसेसिंग भी होना चाहिए इस कोर्स को मूल्यांकन के लिए हमारे पास असाइनमेंट होंगे जो प्रत्येक सप्ताह के बाद दिए जाएंगे इसके लिए पूरे मूल्यांकन का 25 प्रतिशत हिस्सा असाइनमेंट का होगा वे असाइनमेंट इस कोर्स में शामिल किए गए व्याख्यानों पर होंगे और हम आपको इस कोर्स में समय समय पर कुछ प्रकार के प्रोग्रामिंग असाइनमेंट भी देंगे तो वे सभी पाइथन प्लस में होंगे इसके साथ ही कोर्स के अंत में एक अंतिम परीक्षा होगी जिसका 75 प्रतिशत हिस्सा होगा अब यह देखेंगे कि इस कोर्स को कवर करने वाले विभिन्न विषय क्या होंगे तो सबसे पहले इस कोर्स में हम कुछ मूल विषयों से शुरू करेंगे जो सभी एनएलपी अवधारणाओं को समझने के लिए आवश्यक हैं इसके बाद हम कुछ एनएलपी एप्लीकेशन को जानेंगे हम जानेगे कि कौन से विभिन्न मूल विषय हैं जो इस पाठ्यक्रम में कवर किया जाएगे तो सबसे पहले हम टेक्स्ट प्रोसेसिंग के साथ शुरुआत करेंगे टेक्स्ट डेटा कैसे दिया जाएगा और इसकी प्रोसेसिंग कैसे कि जाती है इसमें यह बताया गया की हम टेक्स्टडेटा को कैसे टोकेनाइज करके अनेक तरह के शब्दों को कैसे निकाल सकते है साथ ही स्तेम्मिंग लेमाटाईजेशन शुरू कर के मुक्य शब्दों को कैसे ढूंड सकते है फिर हम मूलभूत विषय पर मॉडलिंग लैंग्वेज के बारे में चर्चा करेंगे और ओर्ड़ेरिंग इनफार्मेशन का भाषा के अंदर उपयोग कर के हम एप्लीकेशन का प्रयोग कर सकते है सबसे पहले हम स्टेटिस्टिक्स का उपयोग कैसे करे फिर हम मोर्फोलोगी पर जाएंगे जो यह दर्शाता है कि हम किस प्रकार टेक्स्टडेटा का उपयोग करके विभिन्न शब्दों की श्रेणियां को कैसे खोज कर सकते हे तो उसके लिए विभिन्न एप्लिकेशन या एल्गोरिदम क्या हैं जिनका मैं उपयोग कर सकता हूं फिर हम यह जानेंगे कि वाक्य में अलग अलग समूह क्या हैं वे एक दुसरे के सिंटेक्स से कैसे जुड़े हुए हैं उसके बाद हम सिमेंतिक्स और उसके मॉडल्स के बारे में बताएँगे जो कि लेक्सिकन और लेक्सिकल सिमेंतिक्स और वितरण सिमंटिक पर आधारित हे और अन्त में एम्बेडिंग के बारे में जानेंगे जो बहुत ही बहुत लोकप्रिय हे तो अंत में हम मॉडल को भी कवर करेंगे तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि दिए गए टेक्स्ट डेटा में मैंने कौन से विभिन्न विषय शामिल किए हैं और विभिन्न एप्लीकेशन में आप इसका उपयोग कैसे करते हैं अब मूल विषयों को कवर करने के बाद हम विशेष रूप से पिछले तीन हफ्तों में कुछ समय समर्पित करेंगे की हम मूल विषयों का उपयोग कुछ एप्लीकेशन में कैसे लागू कर सकते हैं तो एनएलपी बहुत व्यापक विषय है और आपको अनगिनत एप्लीकेशन दिखाई देंगे जहां आप इन सभी अवधारणाओं को लागू कर सकते हैं इसलिए हम एनएलपी में 3 बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण एप्लीकेशन लेंगे तों सबसे पहले हम एंटिटी लिंकिंग और इनफार्मेशन एक्सट्रैक्शन एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे और टेक्स्ट समरराइजेशेन और क्लासिफिकेशन उसके बाद कवर किया जाएगा अंत में हम ओपिनियन एनालिसिस तथा ओपिनियन माइनिंग के साथ समाप्त करेंगे जो कि एप्लीकेशन का अंतिम आवेदन है और हम उम्मीद करेंगे कि जो भी मूल बातें और कुछ पहलुओं आवेदन जो हम इस पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं और किसी भी नई समस्या को लेने में हमारी मदद करेगा साथ ही स्वंय कि सोच का उपयोग करके इसे हल करने में भी हमारी सहायता करेगा इसलिए इस पाठ्यक्रम का विचार यह है कि आप न केवल इस बात से अवगत हैं कि आपके पास कौन से उपकरण उपलब्ध हैं उन्हें अपने लिए कैसे उपयोग करें लेकिन आप यह भी जानते हैं कि बुनियादी एल्गोरिदम क्या हैं नींव क्या हैं और एक नई समस्या को देखते हुए अपने आप उसके निर्माण के बारे में सोच सकते हैं यह इस कोर्स का लक्ष्य है और जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह मिलियन इंट्रोडक्टरी कोर्स हैलेकिन इसके साथ यह मूल बातें जो किसी भी उन्नत विषय से निपटने के लिए आवश्यक हैं इसमें आवृत किया जाएगा इसलिए यदि आप कोई नया शोध करते हैं जो इस पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है तो इस कोर्स में जो भी ज्ञान शामिल है वह आपको कम से कम विषय को समझने और फिर शोध शुरू करने में मदद करेगा हमें एनएलपी का अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों है एनएलपी क्या है तो एनएलपी टेक्स्ट डेटा को संसाधित करने के बारे में अब आप हर जगह देखते हैं इस टेक्स्ट का पता लगा सकते हैं अब आप यह भी देख सकते हैं कि टेक्स्ट सबसे बड़ा मानव ज्ञान है तो जहां आपको टेक्स्ट डेटा में ये सभी ज्ञान मिलते हैं उन सबका विभिन्न स्रोत क्या हैं इसलिए उदाहरण के लिए आप सभी विकिपीडिया लेखों के बारे में सोच सकते हैं समाचार लेख वैज्ञानिक लेख टेक्स्ट डेटा पेटेंट उपलब्ध हैं सभी के साथ सोशल मीडिया पर टेक्स्ट फॉर्मेट में उनके सभी ट्वीट फेसबुक पोस्ट और सब कुछ उपलब्ध है तो हम अब उस टेक्स्ट डेटा का उपयोग नही करेंगे जो काफी असंरचित है तो इस जानकारी का उपयोग करके कुछ अच्छे एप्लीकेशन का निर्माण कर सकते है आपको पता होना चाहिए कि डेटा प्रक्रिया कैसे करनी है यह एनएलपी के उपयोग से कर सकते है हाल ही में सभी ट्वीट्स फेसबुक पोस्ट कोरा पर सभी समाचार लेखों पर टिप्पणियाँ से यह जानकारी मिल सकती है तों हमें कुछ उपकरणों के बारे में पता होना चाहिए जिनके द्वारा आप इस डेटा का कुछ विश्लेषण करें सके तो यह एक बात है कि हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट डेटा उपलब्ध हैं समस्या है की बहुत सारा डेटा उपलब्ध है जो कि असंरचित है लेकिन एकल भाषा में नहीं है यह उदाहरण के लिए अंग्रेजी में नहीं है हम देख सकते है कि यह चार्ट आपको कुछ आंकड़े देता है यह 22 नवंबर 2015 से है जिसमे दर्शाया गया है कि कितने लाखों उपयोगकर्ता हैं इंटरनेट और विभिन्न भाषाओं पर आप देखते हैं कि अंग्रेजी उपयोगकर्ता सबसे अधिक हैं उसके बाद बहुत सारे चीनी उपयोगकर्ता और फिर स्पेनिश और अरबी और फिर से आप देखते हैं बाकी सभी भाषाओं के लिए बड़ी संख्या जो इस चार्ट में शामिल नहीं हैं तो आप सभी भाषाओं को नहीं समझ पाएंगे उसके लिए हमें एक उपकरण की आवश्यकता होगी जो किसी भी दी गई भाषा मे समझने की कोशिश करें और जिसे आप भी समझ सकते हैं तो किसी प्रकार का उपकरण आवश्यक हैं ताकि वे स्वचालित रूप से यह पता लगा सकें कि क्या भाषा प्रदान की गई है मैं इसका अनुवाद कैसे करूं जो मुझे पता है और जानकारी संक्षेप और अनुवाद के लिए हमें इन सभी पहलुओं में एनएलपी की आवश्यकता है इसी के साथ इस व्याख्यान मे एनएलपी क्या है कि जानकारी के साथ समाप्त करते है एनएलपी का मुख्य लक्ष्य क्या है एनएलपी के इस अनुसंधान क्षेत्र के लिए क्या कर सकते है अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो एनएलपी के इस क्षेत्र का बहुत व्यापक वैज्ञानिक लक्ष्य है और यह कि वह भाषा को कैसे समझता है क्या हम मानव प्रक्रिया की भाषा पर बहुत गहरी समझ रख सकते हैं क्या हम सिखा सकते हैं कंप्यूटर भाषा को कैसे समझें तो यह है कि मैं सभी एनएलपी के पीछे एक गहरा वैज्ञानिक लक्ष्य कहूंगा तो क्या हम कंप्यूटर को सिखा सकते हैं भाषा को समझना और वे मनुष्यों के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं जिस तरह से मनुष्य करते हैं तो यह एनएलपी का बहुत लम्बा लक्ष्य है इसलिए हम कहेंगे कि यह मुख्य रूप से एक मौलिक वैज्ञानिक लक्ष्य है अब हमें व्यापक नेचुरल लैंग्वेज की समझ हो गई है लेकिन इसके साथ ही हमें बहुत प्रायौगिक और इंजीनियरिंग के लक्ष्य के साथ कार्य करना है और वह लक्ष्य क्या है तो लक्ष्य यह है कि अब हमारे पास बहुत टेक्स्ट उपलब्ध है अगर फिर भी हम कंप्यूटर को यह नहीं समझा सकते तो फिर क्या हम उसका उपयोग कर के बहुत अच्छी एप्लीकेशन का निर्माण कर सकते है वास्तव जीवन में जो लोगों के लिए उपयोगी हों और जिसे हम अपने जीवन से देख सकते हैं तो कितने अलग अलग एप्लीकेशन का आप उपयोग कर रहे होंगे अगर शुरू से देखे तों हम यह देख सकते की यह बहुत ही सामान्य एप्लीकेशन है जिसका हर कोई उपयोग करता है और इसलिए आपको समाचारों से शुरू होने वाले कई अन्य एप्लीकेशन दिखाई देंगे वह सब जो आप अपने एक नए दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं तो यह एनएलपी के लिए इंजीनियरिंग लक्ष्य है तों क्या में टेस्ट सिस्टम्स को डिजाईन और इम्प्लीमेंट कर के नेचुरल लैंग्वेज की प्रक्रिया को कर सकते है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन जिसे हम दिन प्रतिदिन के जीवन में उपयोग कर सकते हैं तो यह एनएलपी का इंजीनियरिंग लक्ष्य है और यही हम मुख्य रूप से इस एनएलपी पाठ्यक्रम में ध्यान केंद्रित करेंगे तो सभी अवधारणाओं और एल्गोरिदम जो इस कोर्स में चर्चा करेंगे मुख्य रूप से एनएलपी के विभिन्न इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है इसके साथ मैं फिर से इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं तो अगले मॉड्यूल में हम चर्चा करेंगे ओर कुछ सरल उदाहरण लेकर हम यह देखेंगे की हम एनएलपी में क्या करते हैं English Word Word Meaning Natural Language Processing नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण Speech Natural Language Processing स्पीच नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भाषण प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण Statistical Natural Language Processing स्टैटिस्टिकल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सांख्यिकीय प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण Ipython आईपाइथन आईपाइथन Python Notebook पाइथन नोटबुक्स पायथन नोटबुक Theoretical Knowledge थ्योरेटिकल नॉलेज सैद्धांतिक ज्ञान Text Processing टेक्स्ट प्रोसेसिंग पाठ प्रसंस्करण Stemming Lemmatization स्तेम्मिंग लेमाटाईजेशन स्टेमेटिंग लेम्मेटाइजेशन Token टोकन टोकन Modelling Language मॉडलिंग लैंग्वेज मॉडलिंग भाषा Statistics स्टेटिस्टिक्स आंकड़े Morphology मोर्फोलोगी आकृति विज्ञान Algorithm एल्गोरिदम कलन विधि Lexical Semantics लेक्सिकल सिमेंतिक्स लेक्सिकल शब्दार्थ Embedding एम्बेडिंग एम्बेडिंग Entity Linking एंटिटी लिंकिंग इकाई जोड़ना Information Extraction Application इनफार्मेशन एक्सट्रैक्शन एप्लीकेशन सूचना निष्कर्षण आवेदन Text Summarization टेक्स्ट समरराइजेशेन पाठ सारांश Classification क्लासिफिकेशन वर्गीकरण Opinion Analysis ओपिनियन एनालिसिस राय विश्लेषण Opinion Mining ओपिनियन माइनिंग राय खनन